इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए हम अपने उसी व्याख्यान को जारी रख रहे हैं और हम विभाजित हैं जैसे मैंने कुछ मॉड्यूल में कहा है2 या 3 पहले मॉड्यूल हमनेबिजली की आपूर्ति के मामले में टर्मिनलों के संदर्भ में आदर्श ऑप एम्प के संदर्भ में जिसमें अनंत इनपुट प्रतिबाधा अनंत गेन 0 आउटपुट प्रतिबाधा अनंत बैंडविड्थ है और फिर हमने संतुलन बनाम असंतुलित आउटपुट और असंतुलित बिजली आपूर्ति के बीचसंतुलन देखा है किकैसे संतुलन बिजली की आपूर्ति लागू करें मैं असंतुलित आपूर्ति कैसे लागू करूं और क्या आउटपुट 7 और 4 से लिया गया है या टर्मिनल 6 और ग्राउंड के बीच है अगर यह 7 और 4 के बीच हैयह 6 और ग्राउंड में तैर रहा है फिर हम पहले से ही जानते हैं कि हम आउटपुट कैसे ले रहे हैं अब इस विशेष मॉड्यूल में हम जो देखेंगे वह ऑप एम्प्स में फीडबैक है और फिर आगे के अनुप्रयोग भी यदि आपके पास ऑप एम्प है और यदि यह एक ओपन लूप ऑप एम्प हैतो वह ऑप एम्प का आंतरिक सूत्र है Voutइनपुट टर्मिनलों के अंतर में प्राप्त करने के लिए बराबर हैकि इसका मतलब है कि मेरी Vout Vनॉनइनवर्टिंगVइनवर्टिंग गेन इसलिए यदि VVसे अधिक है उत्पादन सकारात्मक हो जाता है इसलिए अगर मेरे पास V है तो हम V 2 वोल्ट VकहेंV 1 V फिर मेरे अंतर के साथ क्याअंतर होगा गेन वह 1 गेन होगा यदि Vइनवर्टिंग Vसे अधिक है तोनॉन इनवर्टिंगआउटपुट नेगेटिव राइट पर जाता है तो अब हम नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज1 वोल्ट पर विचार करते हैंइनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज 2 वोल्ट है इस मामले में मेरे पास गेन हैयह 1 गेन होगा तो उत्पादन नकारात्मक है तो उत्पादन नकारात्मक हो जाए तो उसे मेरी VinV से अधिक है अब 200000 या 250000 का एक गेन इस डिवाइस कोव्यावहारिक रूप से सहीबनाता हैक्योंकि यदि यह अनंत गेन है तो मैं इस डिवाइस का उपयोग कैसे कर सकता हूं मैं इस डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकता यही कारण है कि प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बहुत अधिक गेन होगा तो मैं क्या करूंगा अगर मैंएक बहुत उच्च गेन उठाता हूँ तो मैं क्या करूँगा ठीक है यह मेरे लिए बेकार हो जाता है इसलिए इसे उपयोगी बनाने के लिए हमें आवेदन करना होगा हमें फीडबैक लागू करना होगा तो एक प्रतिक्रिया नकारात्मक प्रतिक्रिया है दूसरी प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आइए देखेंकि स्व विनियमित नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यवस्था को छोड़कर स्वयं विनियमित नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यवस्था को छोड़करअनंत गेन बेकार होगाइसका मतलब है अगर मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करता हूं तो मैं रजिस्टरों या मेरे द्वारा चुने गए घटकों के अनुसार अपने गेन कोट्वीकचुटकी में कर सकता हूं और फिर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर काउपयोगबेहतर क्षमता या क्षमता मेंकर सकता हूं तो स्वयं नियंत्रित नकारात्मक प्रतिक्रिया को छोड़कर अनंत गेन बेकार होगा तो नकारात्मक प्रतिक्रिया बुरा और सकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छा लगता है इसलिए यदि मैं आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया देता हूं तो आपदुखी होंगे और यदि मैं सकारात्मक प्रतिक्रिया देता हूं तो ओह आपका उत्कृष्टछात्र या कोई मुझे बताता है मैं एक उत्कृष्ट शिक्षक हूं मैं बहुत खुश हूं ये मानव स्वभाव हैं लेकिन ऑप एम्प में यह खुश नहीं होगा यदि आप ऑप एम्प को बताते हैं तो मैं आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देता हूं मैं आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देता हूं ऑप एम्प दोलन करना शुरू कर देगा और हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया देता हूं तो ऑप एम्प पूरी तरह से काम करता है इसलिए यह विपरीत है कि हम अपने लिए कैसा महसूस करते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छी नकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है नकारात्मक प्रतिक्रिया ऑप एम्प के लिए नहीं है नकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया है हम सकारात्मक प्रतिक्रिया पर आवेदन देखेंगे साथ ही सही लेकिन नकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम नकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करके बहुत सारे सर्किट बना सकते हैं तो आइये हम फिर से स्लाइड पर आते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया बुरा सकारात्मक अच्छा लगता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है भागना या दोलन और नकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है स्थिरतास्थिरता ठीक है इसलिए आप को अभौतिक या जो भी प्रतिक्रिया मिले उससे कुछसीखें और सही सुधार करने का प्रयास करें इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं तो ऑप एम्प के लिए एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दोलन का कारण बनेगी या दोलन उत्पन्न करेगी और नकारात्मक प्रतिक्रिया स्थिरता को जन्म देगी तो इस तरह इनवर्टिंग टर्मिनल में आउटपुट को हुक करने की कल्पना करें यह वापस इनवर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और आप यहां देख सकते हैं अगर आउटपुट Vin सही मुद्दों से कम सकारात्मक है क्योंकि यह Vin यहाँ है सही है आउटपुट है हमारा कहना है कि Vin 2 वोल्ट है और आउटपुट 1 वोल्ट का हो जाता है तो 1 वोल्ट यहाँ प्रतिक्रिया है तो इनवर्टिंगVinयहां सकारात्मक हैयह नॉन इनवर्टिंग है यह इनवर्टिंग हैइसका मतलब है 2 1 पर है इसलिए आउटपुट को सकारात्मक अधिकार के लिए होना चाहिए अगर आउटपुटVinसे अधिक हैइसका मतलब है अगर मैं इस वोल्टेज को नियंत्रित कर सकता हूं तो यह आउटपुट है और अगर मैं वोल्टेज को 2 वोल्ट पर लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट सकारात्मक हो जाएगा अब यह बन जाता हैहम कहते हैं कि मेरी ऑप एम्प के कारण 4 वोल्ट यहां आएंगे तो इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग वोल्टेज से अधिक होगाइनवर्टिंग पर वोल्टेज नॉन इनवर्टिंग से अधिक होगा आइए हम कोशिश करें कि आउटपुट निगेटिव पर जाएगा आउटपुट निगेटिव पर जाएगा बहुत आसान सही बहुत आसान इसलिए यदि आउटपुट Vin की तुलना में अधिक है तो यह ऋणात्मक है आउटपुट परिणाम में यह परिणाम है कि आउटपुट बल बिल्कुल Vin है बहुत आसान है ठीक है तो अब ऑप एम्प सब कुछ करेगा यहआउटपुट को सुखाने के लिएअपनी वर्तमान सीमा के भीतर हो सकता हैजब तक इनवर्टिंग इनपुट Vin विरोध एक नकारात्मक प्रतिक्रिया खुद को सही बनाता है इस मामले में ऑप एम्प लोड के माध्यम से एक धारा को Vin तकचलाता है तो हमारे यहां एक बफर हैइसका मतलब है कि यह क्या कहता हैकि इस तरह से नकारात्मक प्रतिक्रिया को इस मामले में जब हम Vinको आउटपुटलागूकरते हैं तो इनपुट से मेल खाने की कोशिश करेंगे आउटपुट इनपुट से मेल खाने की कोशिश करेगा जब तक कि यह Vin तक नहीं पहुंच जाता ठीक है और लोड करंट के माध्यम से लोड करंट ऑप एम्प करंट को लोड रजिस्टर के माध्यम से सही ड्राइव करेगा जब तक कि आउटपुट इसकी वैल्यू का प्रतिरोध नहीं करता जो इनपुट वोल्टेज Vin है इसका मतलब है यह कुछ भी नहीं है लेकिन वोल्टेज अनुगामी कुछ भी नहीं है लेकिन वोल्टेज अनुगामी सही है क्योंकि जो भी वोल्टेज मैं आउटपुट लगाता हूं उसी वोल्टेज को बनाए रखने की कोशिश करेगा जो इनपुट पर लागू होता है तो यह मेरा वोल्टेज अनुगामी हो जाता है यह इनपुट पर वोल्टेज का अनुसरण करता है या इसे बफर भी कहा जाता है इसे बफर भी कहा जाता है तो यहाँ हमारे पास एक बफर है जो V को बॉर्डरिंग के बिना Vin में लोड कर सकता है साथ ही साथ V पर कोई भी चालू दाईं ऑप एम्प आउटपुट टर्मिनल सोर्सिंग नहीं है जिस पर कोई करंट नहीं होगा इसका मतलब है कि हमने जो स्वर्ण नियम देखे हैं जो हमने देखा है वह यह है कि इनपुट कोई करंट अधिकार नहीं खींचेगा ऑप एम्प का इनपुट कोई करंट नहीं खींचता है लेकिन आउटपुट आउटपुट टर्मिनल सोर्स में इस आउटपुट की तरह नहीं है और सिंक करंट आउटपुट को स्रोत कर सकता है या करंट को प्रवाहित कर सकता है यह इनपुट की तरह नहीं है कि यह करंट को आकर्षित नहीं करेगा ठीक है तो आपको इस विशेष वाक्य को नोट करना होगा अब हम सकारात्मक प्रतिक्रिया देखते हैं इसलिए नकारात्मक प्रतिक्रिया के बजाय जो इनवर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट हो रही है अगर मैं इसे इस कॉन्फ़िगरेशन में नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से जोड़ता हूं अगर पॉजिटिव इनपुट यहां तक कि Vin आउटपुट की तुलना में उच्चतर पॉजिटिव है तो यह सही है सही आउटपुट पॉजिटिव हो जाता है इससे पॉजिटिव टर्मिनल और भी अधिक हो जाता है सकारात्मक और फिर Vin ने स्थिति को बदतर बना दिया इसका मतलब यह है कि अगर वहाँ इनवर्टिंग इनपुट यह एक Vin की तुलना में थोड़ा अधिक से अधिक हो जाता है तो उत्पादन सकारात्मक हो जाता है ठीक है और यह बनाता है अगर यह सकारात्मक देता है तो यह इनपुट पर और भी अधिक सकारात्मक बनाता है यह इनपुट पर और भी अधिक सकारात्मक बनाता है क्योंकि अब यह नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जो कि सही है हम कहते हैं कि यदि मेरा नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल की तुलना में थोड़ा अधिक है मेरा उत्पादन सकारात्मक तक पहुंच जाएगा और यह सकारात्मक फिर से होगाहमनेइनवर्टर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कोखिलायाताकि यह और अधिक सकारात्मक हो सके तो यह स्थिति को बदतर बना देगा सिस्टम तुरंत आपूर्ति वोल्टेज पर रेल करेगा यह प्रारंभिक ऑफसेट के आधार पर दिशा में रेल कर सकता है सही प्रारंभिक चरण के आधार पर अब दूसरी दिशा में जाएं जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को ब्लॉक आरेख के अनुसार ऑपरेशन एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम के अनुसार देखते हैं जिसमें निम्नलिखित ब्लॉक हैं पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर चरण हैफिर यह मध्यवर्ती स्तर है इसका एक स्तर है सबस्ट्रेट्स और इसका आउटपुट स्टेज 4 बेसिक स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज लेवल शिफ्टर स्टेज और आउटपुट स्टेज है अब जब हम देखते हैंप्रत्येक चरण की भूमिका क्या है तो हमआगेसमझेंगेकि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं और जब आप ब्लॉक आरेख के बारे में बात करते हैं तो परिचालन एम्पलीफायर के प्रत्येक चरण की भूमिका क्या है इसलिए फिर से स्क्रीन पर वापस आते हैं जो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 चरण हैं हमारे पास 4 चरण हैं और फर्स्ट स्टेज इनपुट चरण या अंतर चरण निश्चित रूप से 2 संकेतों के बीच अंतर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि अंतर चरण इनपुट प्रतिरोध है इनपुट स्रोतों से बहुत अधिक और ड्रा 0 करंट सही है यह वही है जो हमने पहले ही चर्चा की हैकि यहपहले से ही हैयह चरण ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट चरण एक ऐसा चरण होगा जिसमें हमारे पास उच्च इनपुट प्रतिबाधा है और यह इनपुट स्रोतों से कोई धारा नहीं खींचेगा इंटरमीडिएट चरण प्रत्यक्ष युग्मन का उपयोग करता है या अत्यंत उच्च लाभ स्तर शिफ्टर चरण प्रदान करता है यह स्तर शिफ्टर चरण डीसी स्तर को वोल्टेज में 0 पर स्थानांतरित कर देगा ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी डीसी स्तर के साथ किसी भी आउटपुट की आवश्यकता नहीं है तो डीसी स्तर 0 के करीब होगा शिफ्टर डीसी स्तर को 0 में शिफ्ट कर देगा और इसे 2 टर्मिनलों को प्रभावित करने वाले 2 टर्मिनलों द्वारा लगभग समायोजित किया जा सकता है हम इसे मैन्युअल रूप से समायोजित कर सकते हैं हम एक पावर एम्पलीफायर चरण में आउटपुट चरण देखेंगे एक पावर एम्पलीफायर चरण में बहुत कम आउटपुट प्रतिरोध है सही है तो आउटपुट वोल्टेज एक समान है और लोड वैल्यू क्या है यह भी एक वोल्टेज अनुगामी हो सकता है यह एक बफर भी हो सकता है और एक बफर भी इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि एक भी ऑप एम्प में आंतरिक सर्किट होगा जो योजनाबद्ध में दिखाया गया हैहालाँकि यह ध्यान रखें कि अब अधिकांश ऑपएम्प मेंवे MOSFET काउपयोग करते हैंन कि BJTs काBJTs शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता हैBJTs शायद ही कभी सर्किट का उपयोग किया जाता है आपको MOSFETs का उपयोग मिलेगा इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अब यह याद रखना जरूरी है कि बॉर्डर आईसी का आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक एक अंतरएम्प्लीफ़ायर है जो 2 संकेतों के बीच के अंतर को बढ़ाता है जिसमें शोर और हस्तक्षेप संकेत के लिए उत्कृष्ट स्थिरता उच्च बहुमुखी प्रतिभा प्रतिरक्षा है और इसलिए अधिकांश एनालॉग सर्किट डीसी से लेकर उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों तक इसका उपयोग कियाजाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है जब हम परिचालन एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं अब हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प की विशेषताओं पर आते हैं जिसमेंहम पहले से ही देख चुके हैं कि ओपन लूप गेन इसे ऑप एम्प का वोल्टेज गेन देता है जब कोई प्रतिक्रिया लागू नहीं होती है इसीलिए यह ओपन लूप है कोई प्रतिक्रिया नहीं लागू किया जाता है और व्यावहारिक रूप से यह कई तरह का होता है कई बार हमने देखा है कि व्यावहारिक ऑप एम्प इनपुट प्रतिबाधा में अब इनपुट प्रतिबाधा अनंत है और आम तौर पर एक मेगाओमसे अधिक है लेकिन इनपुट चरण के लिए FETs का उपयोग करके इसे कई मेगा ओम तक बढ़ाया जा सकता है जब आप देखते हैं कि हम फ़ील्ड प्रभाव ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो इनपुट प्रतिबाधा कईमेगाohms तक बढ़ जाएगी आउटपुट प्रतिबाधा यह आमतौर पर कुछ सौ ओम के नीचे है नकारात्मक प्रतिक्रिया की सहायता से इसे 1 या 2 ओम तक कम किया जा सकता है बहुत ही छोटे तरीके से एचएमएम बैंडविड्थ बैंडविड्थ व्यावहारिक ऑप एम्प है एक ओपेन लूप कॉन्फ़िगरेशन में बहुत छोटा बैंडविड्थ हैवें नकारात्मक प्रतिक्रिया के आवेदन से बेहद छोटा है इसे वांछित मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है सही बैंडविड्थ ऑप एम्प के मामले में बहुत छोटी है लेकिन अगर मैं एक उचित नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करता हूं तो हम फेड बढ़ा सकते हैं हम बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं हमबैंडविड्थको बढ़ा सकते हैं अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं जो कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज umm इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है आइए अब देखते हैं कि जब दोनों इनपुट टर्मिनलों को दोनों इनपुट टर्मिनलों के दोनों इनपुट टर्मिनलों पर आधारित किया जाता है तो दोनों ऑप एम्प के दोनों इनपुट टर्मिनलों को आप एम्पस के दोनों इनपुट टर्मिनलों के आधार पर रखा जाता है आदर्श रूप से आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए जो सही है यदि मैं ऑपरेशन एम्पलीफायर लेता हूं और अगर मैं कहता हूं कि मेरे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनलों दोनों मैं ग्राउंडिंग कर रहा हूं तो मैं आउटपुट ग्राउंडिंग कर रहा हूं Vo होना चाहिए 0 सही होना चाहिए यह वही है जो मैं मान रहा हूं क्योंकि मैंने इसे ग्राउंड किया है मैंने यह नहीं ग्राउंड किया है इनपुट आउटपुट पर वोल्टेज 0 होना चाहिए हालांकिव्यावहारिक ऑप एम्प केमामलेमें एक गैर शून्य आउटपुट वोल्टेज मौजूद है तो यदि आप इसी तरह के प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ वोल्टेज जो मिलिवोल्ट्स के संदर्भ में हैआपको यह ऑप एम्प का आउटपुट टर्मिनल सही मिलेगा यदि आप इस तरह लिखते हैं जैसे कि 2 3 6 7 4 आप कुछ मिलिवोल्ट्स के ऑप एम्प में आउटपुट देखेंगे लेकिन 0 नहीं बल्कि 0 इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे एक बार फिर से देखने दें जब दोनों इनपुट टर्मिनलों को आदर्श रूप से ग्राउंड किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिएहालांकि व्यावहारिक ऑप एम्प के मामले मेंएक गैर शून्य आउटपुट वोल्टेज मौजूद है गैर शून्य आउटपुट वोल्टेज मौजूद है जिससे आउटपुट वोल्टेज गैर शून्य छोटे वोल्टेज मिलिवोल्ट्स में इनपुट टर्मिनल में से एक पर लागू करने के लिए आवश्यक है यह डीसी वोल्टेज है Viosद्वारा निरूपित इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कोबहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है इसलिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आउटपुट जब हम इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं क्योंकि मिलिवोल्ट्स का कुछ आउटपुट होता है तो हमें यह लागू करना होगा कि हमें इनवर्टिंग या नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में या तोइनवर्टिंग मेंएक छोटा वोल्टेज लागू करना हैया आउटपुट वोल्टेज 0 बनाने के लिए नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल आपको मिल गया तो यह छोटा वोल्टेज जिसे हम इस छोटे डीसी वोल्टेज को लागू कर रहे हैं हमारा इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज है जिसे इनपुट ऑफ़सेट वोल्टेज कहा जाता है जिसे Vios Viosद्वारा निरूपित किया जाता है तोवहअगला बिंदु क्या हैवह अगले इनपुट बायस करंट है अब इसका क्या मतलब है कि हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देखा है अब यह इनपुट बायस करंट है जो इनपुट बायस करंट है इसलिए आदर्श ऑप एम्प के लिए एक आदर्श ऑप एम्प के लिए इनपुट टर्मिनलों में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है हमने सही गोल्डन नियम देखा है किकोई भी धारा प्रैक्टिकलऑप एम्प्स के लिए एक आदर्श ऑप एम्प के लिए इनपुट टर्मिनलों में प्रवाहित नहीं हो सकती है इनपुट सीए करंट बहुत छोटे होते हैं यह बहुत छोटा है जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं यह 10 6से 10 14के ऑर्डर के बहुत छोटे एम्पीयर है ठीक है अधिकांश ऑप एम्प्स एक इनपुट वोल्टेज के रूप में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 2 ट्रांजिस्टर को सही ढंग से बायस्ड किया जाना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से उन ट्रांजिस्टर का सटीक मिलान करना संभव नहीं है इसलिए अगर मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर काउपयोग करता हूं तोआप देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर है और एक ट्रांजिस्टर 2 है अब इस ट्रांजिस्टर को सही ढंग से सही ढंग से बायस्ड होना चाहिए इसलिए लेकिन निर्माण के कारणआपके β बीटा मेंएक छोटा सा चेंज होगाT1और T2 के बीच में छोटा सा परिवर्तनऔर उसके कारण आप ट्रांजिस्टर T1और T2 कोसही ढंग सेबायस नहीं कर सकते हैंऔरजिसके कारण छोटा इनपुट करंट जो ऑप एम्प में प्रवाह कर सकता है वह इनपुट टर्मिनल करता है जोकि 2 ट्रांजिस्टरके टर्मिनल्स काआधार होता हैवर्तमान डीसी छोटे डीसी का संचालन नहीं करता है ट्रांजिस्टर के यह छोटे आधार धाराएँ कुछ भी नहीं हैं लेकिन बायस धाराओं को Ib1और Ib2 केरूप में निरूपित किया गया है जबकि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने गलत बयान दिया है वास्तव में इनपुट टर्मिनल्स जो कि 2 ट्रांजिस्टर के आधार टर्मिनल हैं छोटे डीसी करंट का संचालन करते हैं इसलिए जब मैं आवेदन करता हूंजब मैं आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर के मामले में देखता हूं इनपुट में कोई करंट नहीं है इनपुट से कोई करंट नहीं निकलता है हमने वह देखा है लेकिन प्रैक्टिकल ऑप एम्प्स के मामले में आप देखेंगे कि इनपुट कुछ करंट खींचता है जो कि छोटा करंट है क्योंकि हम डिफरेंशियल में 2 ट्रांजिस्टर को बायस नहीं कर सकते हैं स्टेज जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेरा पहला चरण है डिफरेंशियल स्टेज में 2 ट्रांजिस्टर 2 ट्रांजिस्टर हैं मैं वर्तमान में बायस नहीं कर सकता क्योंकि मैं सही तरीके से बायस नहीं कर सकता मैं क्या देख रहा हूं कि 2 ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल डीसी करंट की कुछ राशि का संचालन करेगा और यह छोटा डीसी करंट जो कि ट्रांजिस्टर का संचालन करता है एक डीसी करंट की छोटी राशि का संचालन करता है और 2 डीसी करंट की कुछ छोटी मात्रा का संचालन करता है इस धारा को Ib1 और Ib2 Ib1 और Ib2 Ib1 और Ib2 द्वारा निरूपित किया जाता है ठीक है यह मेरी बायस करंट है ये छोटे हैं येकुछ भी नहीं हैं लेकिन मेरी बायस धाराएं Ib1 हैंऔर मुझेb2आपको मिल गया है यह आपको सही लगा मुझे एक बार फिर से दोहराने दें एक बार फिर से इसे दोहरा दूं बहुत महत्वपूर्ण इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बहुत महत्वपूर्ण है तो अब आइए हम आदर्श ऑप एम्प केलिए देखें इनपुट टर्मिनलों में कोई करंट प्रवाह नहीं कोई करंट फ्लो इनपुट टर्मिनल नहीं है लेकिन जब आप देखते हैं कि वास्तविक ऑप एम्प में व्यावहारिक ऑप एम्प में करंट छोटा होगा इस अर्थ में छोटा कि कोई करंट नहीं है या सही है यह 10 6से 10 14एम्पीयर होगा अब यह करंट प्रवाह क्यों है क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर के पहले चरण में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायरइसका मतलब है आप 2 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं जब आप 2 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो हमेंइन 2 ट्रांजिस्टर को सही ढंगसे बायस करनाहोगा लेकिन व्यावहारिक रूप से यह पूरी तरह से बायस करना संभव नहीं है इसके कारण इस ट्रांजिस्टर का आधार छोटे DC धाराओं को अनुमति देगा या करेगा और यह आधार धारा हम कह रहे हैं Iट्रांजिस्टर के लिएIb1 हैऔर ट्रांजिस्टर 2 के लिएIb2 हैऔरउसका Ib1 हैऔर Ib2आपका इनपुट बायस करंट होगा आपका इनपुट बायस करंट अब आप समझ गए कि यह आसान है सही है यह आसान है आइए अगली स्लाइड पर जाते हैं अब 3 इस प्रकार इनपुट बायस करंट को 2 इनपुट टर्मिनलों में से प्रत्येक में प्रवाहित धारा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इस प्रकार इनपुट बायस करंट को 2 इनपुट टर्मिनलों में से प्रत्येक में प्रवाहित होने पर करंट प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब वे उसी स्तर पर बायस्ड होते हैं जब ऑप एम्प संतुलित होता है ठीक है इसलिए अगर मेरे पास आप यहां देख सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यदि मैं इस तरह का कनेक्शन करता हूं अगर मैं अपने सर्किट को सही करता हूं जैसा कि स्कीमैटिक में दिखाया गया है तो मेरा ऑप एम्प संतुलित है लेकिन फिर भीकरंट फ्लो की मात्रा कम है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि Ib1और Ib2द्वारा उत्पन्न होता है सही और ये 2 बायस धाराएं समान नहीं हैं इसलिए औसत इनपुट बायस करंट Ib हैजो इस विशेष सूत्र द्वारा पाया जा सकता है हम इनपुट बायस करंट पा सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पासB1 है अगर मेरे पासB2 हैजो करंट की छोटी मात्रा है वर्तमान की छोटी मात्रा में वर्तमान की छोटी मात्रा यह है क्योंकिबायस धाराएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं ठीक है इसलिए इनपुट बायस करंट क्या है हम कैसे जान सकते हैं हम इनपुट बायस करंट को मोड के द्वारा पा सकते हैं तो यह है कि मैं अपने औसत इनपुट बायस को कैसे पा सकता हूंयह है कि मैं अपना औसतइनपुट बायस करंट कैसे पा सकता हूं ठीक अब हम एक और टर्म देखते हैंअब तक जो हमने देखा है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो हमने इनपुट बायस करंट को देखा है अब हम इनपुट ऑफसेट करंट को देखते हैं तो यह क्या है इनपुट ऑफसेट करंटIb1 केपरिमाण में अंतरऔर Ib2को इनपुट ऑफसेट करंट कहा जाता हैआसान सही है तो इस मामले में मैंbया इनपुट ऑफसेट करंट करताहूं इसलिए मैं इनपुट ऑफसेट को करंट से निरूपित कर रहा हूं Iiosकुछ भी नहीं है लेकिन Ib1 Ib2 करंटकी परिमाण 20 से 16 एम्पीयर के क्रम से बहुत कम है यह स्थिति में मापा जाता है ऑप एम्प का एक इनपुट वोल्टेज 0 है सही है इसलिए इनपुट ऑफ़सेट करंट हम माप सकते हैं जब हम इस शर्त पर विचार करते हैं कि इनपुट op वोल्टेज ऑप एम्प 0 है तो हम इनपुट बायस करंट को क्या देखते हैं यदि हम सूत्र का पता लगाना चाहते हैं तो Ib Ib1 Ib3 2 यदि हम इनपुट को खोजना चाहते हैं तो करंट को सूत्र I b के बराबर हो जाएगा Ib1 Ib2 अब हम स्क्रीन पर वापस आते हैं यदि हम समान डीसी धाराओं को लागू करते हैं यदि हम समान डीसी धाराओं को उस 2 इनपुट आउटपुट वोल्टेज पर लागू करते हैं तो 0 सही होना चाहिए यह सही है लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे बनाने के लिए आउटपुट में कुछ वोल्टेज मौजूद है इसे बनाने के लिए 0 2 इनपुट धाराओं को छोटी मात्रा से भिन्न करने के लिए बनाया गया है यह अंतर कुछ भी नहीं है लेकिन आपका इनपुट करंट को ऑफसेट करता है ठीक है यह क्या कहता है कि अगर मैं 2 इनपुट के बराबर डीसी धाराएं लगाता हूं तो मेरा आउटपुट 0 होना चाहिए यह सही है लेकिन व्यावहारिक रूप से आउटपुट में कुछ वोल्टेज है आउटपुट में हमेशा कुछ वोल्टेज होता है जिसे आप ग्राउंड देखते हैंग्राउंडआउटपुट में कुछ वोल्टेज होगा तो इस वोल्टेज को इस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर बनाने के लिए 0 के बराबर 2 इनपुट करंट को इस करंट की छोटी मात्रा से अलग किया जाता है और इस करंट को छोटी राशि से अलग किया जाताहैयह अंतर कोईबातनहींहै लेकिन मेरे इनपुट से करंट ऑफसेट होता है अंतर कुछ भी नहीं है लेकिन इनपुट ऑफसेट है इनपुट बायस और इनपुट ऑफसेट करंट दोनों ही तापमान पर निर्भर करते हैं इनपुट इनपुट ऑफ़सेट करंट और इनपुट बायस करंट दोनों पर निर्भर करता है कि कौन सा तापमान ठीक है दूसरी बात जो हमेंयाद रखनी है वह यह है कि इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफ़सेट करंट भी तापमान पर निर्भर करता है अब हम देखते हैं कि आगे हम एक उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है तो अगरएक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एमिटर युगल ट्रांजिस्टर के आधार धाराएं 18 माइक्रोएम्पियर और 22 माइक्रोएम्पियर हैंइसका मतलब है कि यह Ib1द्वारा18 माइक्रोएम्पियर के बराबरदिया गया है यह दिया गयाहै कि Ib222 माइक्रोएम्पेयर के बराबर होता है और जिसे हमनिर्दिष्ट करते हैंपहला इनपुट बायस करंट दूसरा इनपुट ऑफ़सेट करंट अगर मुझे यह खोजने के लिए कहा जाता है कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि इन 2 इनपुट बेस धाराओं को इस तरह दिया गया है तो मुझे पता है कि इनपुट बायस करंट क्या है फॉर्मूला बहुत सरल है Ib Ib1 Ib2 2 यह है कि हम यह कैसे गणना कर सकते हैं कि आप कैसे गणना कर सकते हैं कि इनपुट ऑफ़सेट Vo करंट क्या है और इनपुट बायस करंट क्या है जिसे आप इनपुट ऑफ के मूल्यों को जानते हैं आपको पता है कि करंट प्रवाह के मूल्योंको ट्रांजिस्टरके आधार परदेखना है ट्रांजिस्टर का आधार सब ठीक है यह एक उदाहरण है जिसे हमने चर्चा की है आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण यह है कि इनपुट बायस धाराएं Ib1और Ib2एम्पलीफायर ऑपरेशनको कैसेप्रभावित करते हैंयदि यह बायस करंट और ऑप एम्प के प्रभाव को समझने के लिए सही प्रश्न है आइए हम एक इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करें तो यह इनवर्टिंग एम्पलीफायर है हम इस इनवर्टिंग एम्पलीफायर के बाद केव्याख्यानोंमें चर्चा करेंगे ठीक है अब आप बस देखते हैं कि यह एक इनवर्टर एम्पलीफायर है अब अगर मैं एक किर्चॉफ़ के वोल्टेज नियम Kirchoff's Voltage Law को लागू करता हूं जो मेरे पास i1 है तो मेरे पास रेसिस्टर R1 R2 है सही और एम्पलीफायर को निष्क्रिय करने के लिए फॉर्मूला R2 R1है इनवर्टर एम्पलीफायर का एक गेन शून्य से2 R1 है R1से बहनाi1 हैR2से i2 है यह Ib1 है यह I2है जो ऑपरेशन एम्पलीफायरकेइनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है अब अगर मैं किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लागू करता हूं तो मेरे पास i1 के बराबर i1 के बराबर क्या होगा तो मुझे इस विशेष तरीके से इस एक को जाना है और इस एक को i1 i2 के बराबर है i2 Ib1 वर्चुअल ग्राउंड लगाने का अधिकार अगर मेरे पास एक और अवधारणा है जिसे वर्चुअल ग्राउंड कहा जाता है जिसे हम देखेंगे हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड का मतलब होगा जो कुछ भी मेरा नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है अगर यह मेरे इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है तो इसे ग्राउंड भी माना जाता है क्योंकि यह वास्तव में ग्राउंड है अब हम इस अवधारणा के बारे में अभी देखेंगे V V 0 इसलिए k k से l किरचॉफ का वोल्टेज नियम और ओम नियम Ohm's law हमें पता है कि i1 कुछ भी नहीं के बराबर है लेकिन i1 Vin V R1 यह कुछ भी नहीं है लेकिन V द्वारा R 1 V में अब है क्योंकि यहाँ V o से आप की सह अवधारणा के कारण देखते हैं ग्राउंड इस टर्मिनल को ग्राउंड माना जाएगा

अगर मेरे पासb1 0 है तो मुझे यह सूत्र मिलता है जो समझ में आता है लेकिन अगर यह नहीं है तो एक बदलाव है या आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है मुझे अपने Ib1पर भरोसाकरना होगा क्योंकि Ib1 यह बदल जाएगा आउटपुट वोल्टेज इसके बजाय होगा R2 R1 Vin R2Ib1 तो यह Ib1 R2यहां इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है यह विश्लेषण किया जा सकता है कि यदि इनपुट सही से जुड़ा नहीं है VI 0 आदर्श रूप से V 0 लेकिन इनपुट बायस करंट की वजह से अगर कोई इनपुट नहीं होने पर भी साबित वोल्टेज में परिणाम लागू होते हैं ठीक है तो बात यह हैमैं इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कैसे कम कर सकता हूं मैं इस आउटपुट को कैसे सही कर सकता हूं इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि हम आउटपुट वोल्टेज की अभिव्यक्ति से यह देखने जा रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज को कम करने का एक तरीका फीडबैक रेसिस्टेन्सR2 कोकम करके है लेकिन प्रतिक्रिया प्रतिरोध को कम करने से आवश्यक गेन प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन रेसिस्टेन्स कम हो सकता है फीडबैक रेसिस्टेन्सआवश्यक गेन हासिल नहीं किया जा सकता है ठीक है तो हमें यह समझना होगा कि हमेंIb1के प्रभाव पर विचार करना होगाजब मैंb10 के करीब होगा तो हमारे पास मूल्य हो सकता है जो कि हमारा वांछित मूल्य है तो हम क्या करते हैं हम इस विशेष बिंदु पर रुकेंगे यदि यह एक इनपुट बायस है और अगले मॉड्यूल में हम आगे के अनुप्रयोगों या ऑपरेशन एम्पलीफायर की आगे की विशेषताओं को देखेंगे तब तक आप सभी एक बार फिर से पढ़ें जो कुछ हमने इस विशेष मॉड्यूल में और अगले मॉड्यूल में देखा है हम देखेंगेहम ऑपरेशन एम्पलीफायर की अन्य विशेषताओं को कैसे समझ सकते हैं जो कि 0 इनपुट करंट वर्चुअल ग्राउंड हैं हमने अभी उसकेवर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की चर्चा की है ठीक है इसलिए हम इस अवधारणा को अगले मॉड्यूल में देखेंगे तो आप आगे समझ सकते हैं कि यह इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्या है कैसे आभासी जमीन तस्वीर में आती है मैंने एक उदाहरण लिया जो इसकेबीचमें अचानक थोड़ा मुश्किल हैक्योंकि आपको पता नहीं हो सकता है कि वास्तव में ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसे काम करता है या कैसे करता है इनवर्टिंग एम्पलीफायर काम करता है या आभासी आधार तस्वीर में कैसे आता है इसलिए हम इन अवधारणाओं को देखेंगे हम इन अवधारणाओं को देखेंगे बस आपकोयहबताना हैकि इनपुट बायस करंट बहुत महत्वपूर्ण है इनपुट ऑफसेट करंट बहुत महत्वपूर्ण है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी चीजों का हमें उपयोग करना है और हमें बनाना है आउटपुट वोल्टेज बैलेंस जो आउटपुट वोल्टेज है वह 0 होना चाहिए जब हम हमारे इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड होते हैं तो केवल हमारा ऑप एम्प संतुलित होता है तब हमें आगे के एप्लिकेशन के लिए इसका उपयोग करना चाहिए ठीक है इसलिए जब आप सर्किट को डिजाइन करते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका आउटपुट वोल्टेज हैं 0 जब आपके इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड हैं तो हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे ऑप एम्प के आगे के पैरामीटर तब तक अपना ध्यान रखें मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूंगा अलविदा